अब हम फील्ड को पढ़ना जारी रखेंगे अभी तक हमने फील्ड एक्सटेंशन को परिभाषित किया और समझा कि वे फील्ड थ्योरी को पढ़ने के मुख्य विषय है हमने अलजेब्रिक तथा ट्रान्सेंडेंटल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा यदि कोई एलिमेंट अलजेब्रिक है तो हमने पढ़ा की बेस फील्ड पर उसकी डिग्री क्या है और फिर हमने फील्ड एक्सटेंशन की डिग्री क्या है के बारे में भी समझा यह सिर्फ बड़े फील्ड की डायमेंशन है जब उसे छोटे फील्ड पर वेक्टर स्पेस माना जाता है हमने सीखा की डिग्री गुणात्मक होती है हमने देखा की फाइनाइट एक्सटेंशन अलजेब्रिक होते हैं हमने यह भी समझा कि यदि हमारे पास एक फील्ड एक्सटेंशन है तो बड़े फील्ड के वे एलिमेंट्स जो बेस फील्ड पर अलजेब्रिक हैं तब वह सभी एलिमेंट्स बड़े फील्ड का सबफील्ड हैं आज हम एक महत्वपूर्ण धारणा के बारे में पढ़ेंगे जिसे समाकारिता या होमोमोरफ़िज्म कहा जाता है मैं कुछ बातें पहले से ही लिख चुका हूं अब हमें इसे सावधानी से पढ़ना होगा Refer Slide Time 0107 अब हम दो फील्ड एक्सटेंशन K ओवर F तथा L ओवर F लेते हैं यहां पर बेस फील्ड सामान लिया गया है हमारे पास दो फील्ड K और L है K तथा L के बीच में कोई कंटेनमेंट नहीं है अतः K तथा LF के फील्ड एक्सटेंशन है K तथा Lके बीच में फील्ड्स का F होमोमोरफ़िज्म एक फील्ड होमोमोरफ़िज्म है यह एक फील्ड होमोमोरफ़िज्म ही नहीं बल्कि उसके पास कुछ और सहायक गुण भी है जो F के प्रत्येक एलिमेंट को स्थिर करते हैं तो याद करिए कि फील्ड होमोमोरफ़िज्म क्या है यह एक रिंग होमोमोरफ़िज्म है जिसमें कोई और अतिरिक्त गुण नहीं है फील्ड होमोमोरफ़िज्म के लिए लेकिन f होमोमोरफ़िज्म यहां F महत्वपूर्ण है फील्ड होमोमोरफ़िज्म से कुछ ज्यादा है यहां पर F बेस फील्ड को दर्शाता है दोनों K तथा L के लिए यह एक F होमोमोरफ़िज्म है यदि यह F को पॉइंटवाइस फिक्स करता है दूसरे शब्दों में 𝜎 F पर प्रतिबंधित आइडेंटिटी फंक्शन है इसका मतलब यह है की F के प्रत्येक एलिमेंट का सिगमा वह खुद एलिमेंट ही है यह एलिमेंट्स बदलने की अनुमति नहीं देता है हम जल्दी से कुछ उदाहरण देख लेते हैं फील्ड Q √2 ओवर Q लेते हैं अतः उसे K तथा L लिया जाता है और FK है FQ है और होमोमोरफ़िज्म को देखिए रेशनल नंबर को रेशनल नंबर पर भेजता है अतः प्रत्येक रेशनल नंबर खुद पर ही जाती है लेकिन यहां पर √2 मैप होता है √2 यहां याद रखना चाहिए की K का प्रत्येक एलिमेंट एक पॉलिनॉमियल है √2 में जिसके गुणांक Q में हैं तो यदि मैं आपसे कहूं कि R की इमेज प्रत्येक रेशनल नंबर के लिए क्या है तथा √2 की इमेज क्या हैं यह पूरी तरह से संतुष्ट करता है और अद्वितीय रूप से K के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज ज्ञात करता है क्योंकि 𝜎 फील्ड होमोमोरफ़िज्म है इसे 2√2 भेजना चाहिए मुझे यह अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि यह क्या होना चाहिए इसे दोगुना होना चाहिए इसे 𝜎2 √2 होना चाहिएयानी कि 2 √2 होना चाहिए इसी प्रकार 𝜎 3 √2 5 और इसी प्रकार आगे भी अब मैं यह दावा करना चाहता हूं कि यह Q होमोमोरफ़िज्म है क्योंकि यह R को स्थिर कर देता है परिभाषा के अनुसार Q का प्रत्येक एलिमेंट स्थिर है तो अभ्यास के रूप में हम इसे बाद में करेंगे और आपको इसके बारे में उससे पहले सोचना चाहिए एक्सटेंशन फील्ड Q का कोई भी होमोमोरफ़िज्म अपने आप ही Q है या Q होमोमोरफ़िज्म है अतः दूसरे शब्दों में Q अपने आप ही स्थिर हो जाता है फील्ड होमोमोरफ़िज्म से आपको इसे अलग से कहने की जरूरत नहीं है अब हम एक दूसरा उदाहरण देखेंगे Refer Slide Time 0349 अब हम एक ऐसे फील्ड Q ∛ 2 𝜔को देखते हैं जहां 2 का ∛ वास्तविक ∛ 2 है यहां पर 2 के तीन क्यूब रूटस हैं हम उनमें से वास्तविक लेते है और 𝜔 को शामिल करते है जो 1 का क्यूब रूट का एडजॉइन है यानी कि प्रिमिटिव है और अगर आप याद करें e ओवर 2 𝝅 3 यह cos 2𝝅 3 i sin 2𝝅 i 3 है और फिर हम इसे क्रमशः KL तथा F कहते हैं अब हम एक ऐसे फलन को देखेंगे जो K से K में परिभाषित है जो ∛ 2 को ∛2𝜔 पर भेजता है 𝜔 को 𝜔2 पर और रेशनल नंबर R को खुद पर तो भविष्य में आप देखेंगे कि मैंने ये विशेष इमेज क्यों चुने और पिछले उदाहरण की तरह ही इन इमेज के जनक ∛ 𝜔के वर्णन को संतुष्ट करते हैं और यह बताइए की रेशनल नंबर की इमेज क्या है संपूर्ण होमोमोरफ़िज्म को अद्वितीय रूप से ज्ञात करना तो यदि आप इसके बारे में विचार करते हैं सिगमा K का F होमोमोरफ़िज्म है जहां F रेशनल नंबर एं हैं क्योंकि रेशनल नंबर एं स्थिर है लेकिन यह K का L होमोमोरफ़िज्म नहीं है क्योंकि ∛ 2 L में है और ∛ 2 खुद की तरफ नहीं जाता ∛ 2 वास्तव में ∛ 2 𝜔की ओर जाता है जोकि ∛ 2 नहीं है अतः ∛ 2 सिगमा से स्थिर नहीं होता है यह संकेत चिन्ह है उस भाषा में जिसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं Refer Slide Time 0523 तो ∛ 2𝜎 से स्थिर नहीं होता है अतः L होमोमोरफ़िज्म होने के लिए L के प्रत्येक एलिमेंट को 𝜎 से स्थिर होना चाहिए इस परिस्थिति में ऐसा नहीं है यह L होमोमोरफ़िज्म नहीं हैना ही K होमोमोरफ़िज्म है तो अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण साध्य करूंगा जो हमें यह विवरण देगा की F होमोमोरफ़िज्म के लिए एलिमेंट्स की मुमकिन इमेज क्या है और वह यह भी स्पष्ट करेगा कि हमने इन विशेष इमेज को ∛ 2 और 𝜔 के लिए क्यों चुना है तो चलिए अब हम अगले कथन को लेते हैं मान लीजिए K ओवर F पर और L ओवर F पर दो फील्ड एक्सटेंशन है तथा 𝜎 K → L तक फील्ड या यह कहें कि F होमोमोरफ़िज्म है विशेष रूप से यह फील्डस का होमोमोरफ़िज्म है जो F के प्रत्येक एलिमेंट को स्थिर करता है मान लीजिए 𝛂 K में है और β 𝜎𝛂 है और L मे है तो प्रोपोज़िशन इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल कहता है तो मैं यह वास्तव में मुझे यह लिखना चाहिए कि मान लीजिए 𝛂 इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल है माफ कीजिए मान लीजिए 𝛂 ओवर F एक अलजेब्रिक एलिमेंट है हम एक अलजेब्रिक एलिमेंट लेते हैं मैं सामान्य रूप से एक स्वेच्छ फील्ड एक्सटेंशन पर काम कर रहा हूं जो जरूरी नहीं है कि अलजेब्रिक हो लेकिन𝛂का अलजेब्रिक होना जरूरी है β जो कि 𝜎𝛂 है और L ओवर F में है तथा अलजेब्रिक है अलजेब्रिक एलिमेंट algebraic element की इमेज भी अलजेब्रिक है और यही नहीं 𝛂 और β ओवर F इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल समान है अतः यह K के एलिमेंट की मुमकिन इमेज पर बहुत बड़ा प्रतिबंध है जब तक यह अलजेब्रिक है तब तक यह प्रतिबंध लागू होता है तो हम यह सिद्ध करते है हम यह कह रहे हैं अलजेब्रिक एलिमेंट की इमेज अलजेब्रिक होता है और यही नहीं इररेडूसिबल एलिमेंट माफ कीजिएगा यह इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल 𝛂 के इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल के समान है Refer Slide Time 0814 और इसका प्रमाण अत्यंत सरल है तो मान लीजिए f 𝛂 ओवर F इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल है तो अब हमें यह पता है कि हम f को मोनिक की तरह लिखते हैं मोनिक की परिभाषा से इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं Xn an 1 Xn 1 a1 X a0 और हमें सभी i के लिए F के a is के बारे में क्या पता है क्योंकि यह F पर इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल है अतः x ai s F के लिए है अब हमें पता है की की f𝛂0 है क्योंकि यह 𝛂 का इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल है यानी कि 𝛂 रूट है अतः 𝛂n an 1 𝛂n 1 a1 𝛂 a0 0 है तो यह F में एक इनएक़्वालिटी है अब हम 𝜎 का उपयोग दोनों तरफ करेंगे यदि हम 𝜎 का उपयोग दोनों तरफ करते हैं तो हमें यह मिलता है 𝜎 𝛂n an 1 𝛂n 1 a1 𝛂 a0 𝜎 है 𝜎 एक फील्ड होमोमोरफ़िज्म है जो की रिंग होमोमोरफ़िज्म 0 को 0 में भेजता है यानी कि और क्योंकि 𝜎 होमोमोरफ़िज्म है आप उसे ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं और 𝜎 𝛂n 𝜎 𝜎 𝛂n 1 इस में एक और पद लिखूंगा 𝜎 𝜎 𝛂n 2 𝜎 𝜎 𝛂 𝜎 0 है Refer Slide Time 1016 तो अब Refer Time 1014 𝜎ai 's का क्या क्योंकि ai F में हैं और 𝜎 F होमोमोरफ़िज्म है F होमोमोरफ़िज्म क्या है यह F के प्रत्येक एलिमेंट को स्थिर करता है या n f 𝜎 F होमोमोरफ़िज्म है इसीलिए यह F के प्रत्येक एलिमेंट को स्थिर करता है विशेष रूप से यह ai को फिक्स करता है अब हम 𝜎 𝛂n 𝜎 𝜎 𝛂n 1 𝜎 𝜎 𝛂n 2 𝜎 𝜎 𝛂 𝜎 0 को दोबारा लिख सकते हैं मैंने अभी लिखा 𝜎 को an 1 की तरह 𝜎 को an 2 की तरह 𝜎 को a1 𝜎 को a0 की तरह यह बहुत सरल प्रमाण है लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोपोज़िशन है यानी कि f𝜎 𝛂 0 है लेकिन 𝜎 𝛂 क्या है मैं उसे β बुलाता हूं तो fβ 0 है अतः तुरंत ही हम देखते हैं कि β ओवर F अलजेब्रिक है पहला कथन अब समझ आ गया क्योंकि f एक पॉलिनॉमियल है FX में और β इसका रूट है इसलिए यह इस पर अलजेब्रिक है और यह भी क्योंकि fβ 0 है इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल β ओवर F डिवाइड करता है FX को क्योंकि यह इररेडूसिबल है f β 0 है यानी कि β f का रूट है और β का इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल उन सभी पॉलीनॉमिनल को डिवाइड करता है जिन का रूट β है अतः यह f को भी डिवाइड करता है लेकिन f क्या है f इररेडूसिबल है क्योंकि यह 𝛂 का इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल है यह इररेडूसिबल है यानी कि 𝛂 और β ओवर F इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल f है यह प्रमाण को पूर्ण करता है तो प्रोपोज़िशन यह कहता है कि यदि आपके पास K से L तक F होमोमोरफ़िज्म है तो अलजेब्रिक एलिमेंट अलजेब्रिक एलिमेंट की ओर ही जाता है और दोनों एलिमेंट्स का इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल समान होता है और यही कारण है कि मैं ∛ 2 की इमेज इस उदाहरण में क्यों कुछ भी स्वेच्छ नहीं चुन सकता क्योंकि ∛ 2 का इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल क्या है मैं इस पर वापस आता हूं और फिर से लिखता हूं लेकिन यह X3 2 है अतः ∛ 2 की इमेज इस पॉलिनॉमियल का दूसरा रूट है इसी प्रकार से 𝜔 की इमेज इस इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल का दूसरा रूट होना चाहिए और इसीलिए 𝜔 वर्ग इसकी दूसरी संभावना है Refer Slide Time 1322 एलिमेंट की इमेज क्या है इस दृढ़ प्रतिबंध के कारण फील्ड होमोमोरफ़िज्म F होमोमोरफ़िज्मस कितने सीमित है यह उदाहरण देकर समझाना है तो मुझे कुछ उदाहरण करने दीजिए पहला वाला यह है मुझे सब का विवरण देने दीजिए यहां हर उदाहरण Q के एक्सटेंशनस के लिए है इन उदाहरणों में मैं यह ज्ञात करना चाहता हूं की F होमोमोरफ़िज्मस कितने हैं तो मैं आपको Q के दो एक्सटेंशन देता हूं और हर स्थिति में मैं यह ज्ञात करना चाहता हूं की F होमोमोरफ़िज्मस कितने हैं उदाहरण के लिए हम ∛ 2 लेते हैं √2 और√3 लेते हैं याद कीजिए यह Q होमोमोरफ़िज्म होना चाहिए Q Q की तरफ तत्समक मैप के कारण जाना चाहिए दूसरे शब्दों में यह Q को स्थिर करता है √2 किसी की तरफ जा सकता है संभवत है √2 की इमेज इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल के रूट है याद कीजिए √2 अलजेब्रिक है इसलिए हम पिछला वाला इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल का प्रोपोज़िशन Q पर लगा सकते हैं √2 ओवर Q का इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल क्या है यह X2 2 है यह हमें पता है क्योंकि यह इसका रूट है और स्पष्ट रूप से यह इररेडूसिबल है क्योंकि इसका कोई भी रूट Q में नहीं है इसके रूट क्या है इसके 2 रूट है √2 और √2 तो √2 की संभावित इमेज √2 और √2 क्या उनमें से कोई यहां उपलब्ध है नहीं √2 और √2दोनों Q संलग्न √3 में नहीं है इसकी एक यथार्थ जांच करनी है हमें यह जानना है क्योंकि Q √3 सभी 1 डिग्री के √3 के पॉलीनॉमिनल है तो यह a b है जहां a तथा b रेशनल नंबर हैं a तथा b ऐसे रेशनल नंबर नहीं है जहां a b √3 बराबर है √2 के या माइनस √ 2 के मैं इसे आपके द्वारा जांचने के लिए अभ्यास के रूप में छोड़ रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि इस फील्ड में √2 की दो संभावित इमेज नहीं है अतः Q √2 से Q√3 तक Q होमोमोरफ़िज्म नहीं है यहां कोई होमोमोरफ़िज्मस नहीं है क्योंकि √2 या तो √2 की ओर जाता है या √2 की ओर या दोनों में से कोई भी Q√3 नहीं है यानी कि यहां कोई होमोमोरफ़िज्म नहीं है अतः पहले उदाहरण में होमोमोरफ़िज्मस की संख्या 0 है √2 से √2 के बारे में क्या यहां दो Q होमोमोरफ़िज्मस है एक √2 को √2 में भेजता है और दूसरा √2 को √2 में जैसा कि पिछला उदाहरण दर्शाता है दो संभावित इमेज √2 और √2 है पहले उदाहरण में √2 और √2 नहीं है दूसरे उदाहरण में यह है तो मैं यह इसको भेज सकता हूं तो यह एक आइडेंटिटी मैप है और यह दूसरा मैप है याद करिए मैं यह विशेष रूप से नहीं बता रहा हूं की Q की इमेज क्या है क्योंकि उनको फिक्स्ड होना चाहिए मुझे सिर्फ यह कहना है की √2 की इमेज क्या है Refer Slide Time 1704 तीसरा उदाहरण यह है हम ∛ 2 को ∛ 2 तक लेते हैं तो हमारे पास एक उदाहरण है जिस पर हमने पहले भी विचार किया है ∛ 2 एक इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल है तो फिर से एलिमेंट की संभावित इमेज को ज्ञात करने के लिए यह एक मंत्र है उसके इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल को देखिए उसके रूट ज्ञात कीजिए और देखिए कौन से संभावित एलिमेंट आपके पास उस टारगेट फील्ड में है अतः ∛ 2 ओवर Q का इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल बहुत आसानी से जांचा जा सकता है वह है X घन माइनस 2 X3 2 के बड़े फील्ड में रूट क्या है और उदाहरण के लिए R ∛ 2 ओमेगा घन 2 𝜔वर्ग ∛ 2 यह इस पॉलिनॉमियल के तीन रूट है क्योंकि ∛ 2 एक वास्तविक संख्या है 𝜔 एक का ∛ है अतः यह ∛ भी 2 है अतः प्रत्येक का घन2 है यह सभी रूट है लेकिन इस फील्ड में कितने हैं केवल ∛ 2 Q से जुड़े हुए ∛ 2 के ∛ में है क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक वास्तविक फील्ड है यह R में कंटेनड contained है जबकि 𝜔R में नहीं है 𝜔 शुद्ध रूप से इमेजिनरी संख्या है शुद्ध रूप से कॉम्पलेक्स संख्या यह R में नहीं है ∛ 2 की केवल एक संभावित इमेज है इस का केवल एक Q होमोमोरफ़िज्म है जो रूट 2 ∛ 2 को ∛ 2 में भेजता है यह एक तत्समक मैप है क्योंकि Q स्थिर है और ∛ 2∛ 2 की ओर जाता है अतः यह तत्समक होमोमोरफ़िज्म है मैं एक आखिरी उदाहरण करूंगा तो मेरे पास यहां दूसरी संभावनाएं भी है अतः ∛ 2 जा सकता है ∛ 2 की ओर या ∛ 2 𝜔 या ∛ 2 𝜔2 की ओर और 𝜔 ओवर Q का इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल क्या है मैंने दावा किया कि यह X2 X 1 है क्योंकि यह X3 1 को संतुष्ट करता है जोकि 1 का क्यूब रूट है तो यह X3 1 का रूट है जो कि इररेडूसिबल नहीं है आप उसके फैक्टर कर सकते हैं यह इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल होना चाहिए क्योंकि X 1 का स्पष्ट रूप से रूट 𝜔 नहीं है और इस के रूट क्या है यह वास्तव में 𝜔1 𝜔 माइनस 𝜔2 है 𝜔 की दो संभावनाएं हैं ∛ 2 की तीन संभावनाएं हैं 𝜔 𝜔 की तरफ जा सकता है या 𝜔 𝜔2 की तरफ़ जा सकता है और यह इंडिपैंडेंट हैं आप पहले वाले के लिए क्या चुनते हैं अर्थात आप जो भी 𝜔 के लिए चुनते हैं ∛ 2 उससे इंडिपैंडेंट है इस वीडियो में पहले मैंने जो उदाहरण लिया था उस में मैंने यह चुना था की ∛ 2 जाता है ∛ 2𝜔 की ओर 𝜔 जाता है वह 𝜔2 की ओर आप के पास यहां ऐसी बहुत सारी चीजें हैं Refer Slide Time 2026 तो यहां पर समस्त है क्योंकि यह इंडिपैंडेंट है और पहले एलिमेंट के पास तीन विकल्प है दूसरे एलिमेंट के पास दो विकल्प हैं यहां पर टोटल छह Q होमोमोरफ़िज्मस है तो यह आप को बताता है कैसे अलजेब्रिक एलिमेंट्स की कितनी संभावित इमेज है अब मुझे दूसरा उदाहरण करने दीजिए जो यह समझाता है आप होमोमोरफ़िज्म कब बना सकते हैं यह कहना सही है की 𝛂 सिर्फ इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल के रूट की ओर जा सकता है लेकिन क्या वहां सिर्फ 𝛂 को इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल के रूट की ओर भेजने से होमोमोरफ़िज्म हो सकता है यह वह है जो मैंने इस उदाहरण में किया तो मैं इसको इस साध्य के कथन में निर्दिष्ट आकार दूंगा मान लीजिए K और L F के एक्सटेंशन फील्डस हैं मान लीजिए हम दो एलिमेंट 𝛂 और K तथा β और L चुनते हैं जो अलजेब्रिक है ओवर F मान लीजिए 𝛂 और β ओवर F के इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल समान है Refer Slide Time 2206 तो आपके पास यह चित्र है K यहां है L यहां है F यहां है F𝛂 यहां है Fβ यहां है क्योकि 𝛂 यहां है β यहां है K तथा L जरूरी नहीं कि अलजेब्रिक एक्सटेंशन हो एलिमेंट्स 𝛂 और β अलजेब्रिक है और उन के इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल समान है तो यह पिछले प्रोपोज़िशन को पूर्ण करता है और यह दोनों प्रोपोज़िशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है अतः एक ऐसा सिग्मा F होमोमोरफ़िज्म F𝛂 से Fβ तक होता है जिसके लिए 𝜎𝛂 β है अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक ऐसा मैप है𝜎 जैसा जो F होमोमोरफ़िज्म है यानी कि वह F को फिक्स करता है F का प्रत्येक एलिमेंट 𝜎 द्वारा स्थिर होता है और 𝛂 को β में भेजता है तो यह अत्यंत सरल है और मुझे जल्दी से सिद्ध करने दीजिए मान लीजिए FX में f𝛂 β ओवर F का इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल है परिकल्पना यह है की 𝛂 और β समान इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल में है हम इसे f बुलाते हैं Refer Slide Time 2336 तो हमने जो पहले देखा था हम जानते हैं F अल्फा पॉलिनॉमियल रिंग FX मॉड्यूलो f द्वारा जनरेटेड मैक्सीमल आइडल के आइसोमोरफिक है FX एक UFD है वास्तव में यह F पर एक वेरिएबल वाली पॉलिनॉमियल रिंग है f इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल है इसीलिए मैक्सिमम आइडल को जेनेरेट करता है और वह वास्तव में फील्ड f𝛂 है उसी समय हमारे पास FX मोड f भी fβ के आइसोमोरफिक है हमारे पास यह जो हमने पिछले वीडियोस में देखा उसी से है और यह आइसोमोरफ़िज्म क्या है याद रखिए यहां X 𝛂 की ओर जाता है X β की ओर जाता है क्योंकि यह मैप f के किसी भी पॉलिनॉमियल को भेजता है जिसका आपने 𝛂 पर मूल्यांकन किया है यह मैप अगर आपको याद हो g x इस मैप के अंतर्गत g मैप होता है g𝛂 के एक हाथ पर gβ के दूसरे हाथ पर अतः X बार वह है जो मैं लिखता हूं रेसिड्यू कोषेंट रिंग में लेकिन उसकी इमेज एक पॉलिनॉमियल X है जिसका मूल्यांकन 𝛂 पर किया जाता है जो कि 𝛂 है यहां इमेज पॉलिनॉमियल X का मूल्यांकन β पर है जो कि β है अतः अब हम ने पूरा कर लिया है और यह मैप ही नहीं होमोमोरफ़िज्म भी हमें इसे 𝜑 बुलाने दीजिए a के एलिमेंट का 𝜑 a है एलिमेंट F का 𝜑 वह खुद है क्योंकि फिर से यह मैप g को g𝛂 में भेजता है यदि g एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है तो उसकी जगह 𝛂 लगाने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि वह कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को खुद में ही भेज देता है यानी कि अगर आप अब इसे बनाते हैं तो अब मैं भाग नहीं दूंगा यह सभी प्रतिलोम है प्रतिलोम की रचना से यह सभी आइसोमोरफ़िज्म है इसके जैसा एक ऐसा मैप है तो मैं F𝛂 प्राप्त करने के लिए पहले मैप का दूसरे मैप के साथ प्रतिलोम बना सकता हूं वास्तव में यह एक फील्ड आइसोमोरफ़िज्म है और रचना करने से हमें F होमोमोरफ़िज्म मिलता है वास्तव में मैं F आइसोमोरफ़िज्म लिखूंगा जिसे हम ढूंढ रहे हैं मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तव में मुझे इस कथन को ठीक करना है साध्य बेहतर है इससे यहां F आइसोमोरफ़िज्म है मैंने इससे पहले F आइसोमोरफ़िज्म के बारे में तकनीकी रूप से बात नहीं की है लेकिन यह बिल्कुल वही धारणा है जो F होमोमोरफ़िज्म की है F होमोमोरफ़िज्म एक फील्ड होमोमोरफ़िज्म है जो F को पॉइन्टवाइज फिक्स करता है अतः यह F आइसोमोरफ़िज्म है जिसे हम ढूंढ रहे थे क्योंकि यह रिंग का आइसोमोरफ़िज्म हैयह 𝛂 को β में भेजता है क्योंकि इसके अंतर्गत 𝛂 प्रतिलोम X बार की ओर जाता है X बार β की ओर जाता है 𝛂 β की ओर जाता है और F का प्रत्येक एलिमेंट फिक्स है तो यह प्रमाण है मैंने यह साध्य यह कहने के लिए लिया है कि इस उदाहरण में छह होमोमोरफ़िज्म है Q सलंग्न ∛ 𝜔से Q सलंग्न ∛ 2 𝜔 क्योंकि मुझे इन प्रोपोज़िशनस की जरूरत है यह कहने के लिए कि मैं ∛ 2 को इररेडूसिबल पॉलीनॉमिनल के किसी भी रूट पर भेज सकता हूं और मैं एक वैलिड फील्ड होमोमोरफ़िज्म बना सकता हूं इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण धारणा को देखा जो यह समझाती है कि यदि आपके पास दो फील्ड समान बेसफील्ड पर हैं तो F होमोमोरफ़िज्म की धारणा क्या है और एक बार आप के पास F होमोमोरफ़िज्म है तो उस के अलजेब्रिक एलिमेंट की संभावित इमेज क्या है मुझे इस वीडियो का अंत करने दीजिए अगले वीडियो में हम पॉलिनॉमियल के एडज्वाइनिंग रूट और पॉलीनॉमिनल के स्प्लीटिंग फील्डस को कैसे बनाया जाता है के बारे में बात करेंगे धन्यवाद